तो इस व्याख्यान में हम फाल्ट मॉडलिंग पर एक चर्चा के साथ शुरू करते हैं जैसा कि मैंने कहा इसलिए जैसा कि मैंने कहा फाल्ट मॉडलिंग यह पहला कदम है और कुल परीक्षण प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है तो चलिए पहले एक बार और देखने की कोशिश करते हैं कि हमें फॉल्ट मॉडल की आवश्यकता क्यों है तो आपको पता है कि पिछले व्याख्यान में हमने इसका संक्षेप में उल्लेख किया था कि एक चिप में फिजिकल डिफेक्ट की संख्या बहुत अधिक हो सकती है वास्तव में यह असीम रूप से बड़ा हो सकता है तो यह मुश्किल है बहुत मुश्किल है आप लूज़ टर्म कह सकते हैं आपको कहना चाहिए कि यह असंभव है सभी संभावित फॉल्ट्स को गिनना और उनका विश्लेषण करना असंभव है क्योंकि संभावित फॉल्ट्स की संख्या अनंत हो सकती है तो हम क्या करते हैं हम इस फिजिकल डिफेक्ट को समाप्त करते हैं और हम कुछ फॉल्ट मॉडल को परिभाषित करते हैं जिन्हें कभी कभी लॉजिकल फॉल्ट मॉडल कहा जाता है क्योंकि ये फॉल्ट्स बे नहीं हैं जो वास्तव में चिप में नहीं हो रहे हैं हम तार्किक रूप से मान रहे हैं या सोच रहे हैं कि चिपइस प्रकार व्यवहार कर रहा है कि जैसे इन फॉल्ट या त्रुटि की उपस्थिति में इस तरह की फाल्ट हुई हो तो ऐसा करने से हमें क्या फायदे होंगे फॉल्ट्स की संख्या पर विचार किया जा सकता हैऔर इनको काफी कम किया जा सकता है यह करके कि टेस्ट जनरेशन और फॉल्ट सिमुलेशन की प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सकता है और इसे संभव बनाया जा सकता है क्योंकि अगर हम फॉल्ट्स की सूची प्रदान नहीं करते हैं तो टेस्ट जनरेटर क्या करेगा टेस्ट जनरेटर को पता नहीं है कि आप कौन से फॉल्ट्स का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं फॉल्ट्स की सही संख्या बहुत अधिक हो सकती है और आप फॉल्ट कवरेज का मूल्यांकन कर सकते हैं और आप टेस्ट वैक्टर के वैकल्पिक सेटों की तुलना कर सकते हैं जैसे कि आपके पास 2 टेस्ट सेल्स t1 और t2 हैं आप यह पता लगाना चाहते हैं कि उनमें से कौन सा बेहतर है आप कुछ प्रयोग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि t1 85 का प्रतिशत पता लगा सकता है और t2 90 प्रतिशत फॉल्ट्स का पता लगा सकता है इसलिए t2 बेहतर होगा इसलिए जब तक आपके पास कोई फॉल्ट नहीं है तब तक आप इस तरह का मात्रात्मक विश्लेषण नहीं कर सकते अब इस फाल्ट मॉडल को अब्स्ट्रक्शन के कई स्तरों पर परिभाषित किया जा सकता है जैसे सर्किट को अब्स्ट्रक्शन के कई स्तरों पर वर्णित किया जा सकता है तो ऐसे हर स्तर पर आप फॉल्ट्स के एक सेट को परिभाषित कर सकते हैं और कुछ अब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं अब स्पष्ट रूप से जब आप निचले स्तरों की ओर जाते हैं तो अधिक विवरण आपका मॉडल अधिक सटीक हो जाएगा लेकिन फॉल्ट्स की संख्या भी बढ़ सकती है विशिष्ट विवरण स्तर इस प्रकार हैं तो आप जिस उच्चतम स्तर पर व्यवहार के विनिर्देश के बारे में सोच सकते हैं जहां एक सर्किट उच्च स्तर की भाषा जैसे वीएचडीएल वेरिलोग या अन्य भाषाओं में उसके व्यवहार के संदर्भ में वर्णित है तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार के फॉल्ट्स को उस स्तर पर हटाया जा सकता है फिर आपका कार्यात्मक स्तर जहां आप एक कार्यात्मक ब्लॉक देख रहे हैं आमतौर पर RTL स्तर पर कुछ फ़ंक्शनल ब्लॉक फिर संरचनात्मक स्तर आमतौर पर यह गेट स्तर पर काम करता है तो गेट स्तर नेटलिस्ट के स्तर पर किस तरह के फाल्ट हो सकते हैं स्विच स्तर का अर्थ है ट्रांजिस्टर स्तर और ज्यामितीय स्तर का अर्थ लेआउट के स्तर पर है इसलिए जैसे जैसे आपके फॉल्ट मॉडल नीचे जाएंगे यह और अधिक यथार्थवादी होता जाएगा लेकिन परेशानी यह है कि सर्किट घटकों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है कार्यात्मक ब्लॉकों की संख्या और ट्रांज़िटर्स की संख्या इसलिए आप वास्तव में उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं ट्रांजिस्टर की संख्या बहुत अधिक होगी तो संभावित फाल्टसं की संख्या भी बहुत अधिक होगी लेकिन निश्चित रूप से वे अधिक सटीक होंगे यदि आप उस स्तर पर फाल्ट को मॉडल करते हैं तो तो आइए हम इस स्तर पर विभिन्न फाल्ट मॉडल को जल्दी से देखें तो उच्चतम स्तर का व्यवहार स्तर फाल्ट मॉडल जैसा कि मैंने कहा था कि सर्किट स्पेसिफिकेशन कुछ उच्च स्तरीय डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जैसे कि वेरिलोग या वीएचडीएल में निर्दिष्ट है और हम कुछ फॉल्ट्स को परिभाषित करते हैं जो इस भाषा के निर्माण के संबंध में हैं जैसे कि मैं उनमें से कुछ की व्याख्या कर रहा हूं जैसे कि कोई वेरिएबल स्थायी रूप से निम्न या उच्च स्तर की अवस्थाओं में होता है चलिए हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं वेरिलोग में आप एक वेरिएबल को परिभाषित कर सकते हैं तो आप इंटीजर को परिभाषित कर सकते हैं आप इसे बिट की तरह परिभाषित कर सकते हैं मान लें कि जब भी आप परिभाषित करते हैं तो मान लें कि मैं एक इंटीजर X को परिभाषित करता हूं लेकिन हार्डवेयर के संदर्भ में अगर मुझे लगता है कि इस X को एक रजिस्टर में मैप किया जाएगा मान ले कि इसकी चौड़ाई 32 है X को यहां मैप किया जाएगा अब सर्किट कनेक्शन के संदर्भ में हर रजिस्टर में बिजली की आपूर्ति के लिए एक कनेक्शन होगा ग्राउंड के लिए एक और कनेक्शन होगा मान लें कि आउटपुट यहाँ आ रहे हैं अब इस स्तर पर कुछ फॉल्ट्स के बारे में सोचते हैं अगर VDD को किसी कारण से काट दिया जाता है तो VDD काट दिया जाता है इसलिए यदि VDD डिस्कनेक्ट हो जाता है यदि आप फ्लिप फ्लॉप के कंटेंट को पढ़ते हैं तो सभी बिट्स 0 पर दिखेंगे तो आपको सभी 0 मिलेंगे इसी तरह अगर ग्राउंड को काट दिया जाता है और आप आउटपुट को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि सभी आउटपुट में V DD होता है जिसका मतलब सभी 1 है तो जो भी फॉल्ट मॉडल आप मान रहे हैं उससे एक कॉरेस्पोंडेंस का अर्थ है के निचले स्तर के हार्डवेयर का रेअलिज़शन फिर दूसरी ऐसी फॉल्ट जिसका उल्लेख यहां किया गया है यह कहता है कि एक असाइनमेंट स्टेटमेंट X Y के बराबर काम नहीं करता है जिसका अर्थ है कि आप इस असाइनमेंट को दे रहे हैं लेकिन एक्सप्रेशन Y का मान X को नहीं दिया जा रहा है X अपने ही मूल्य पर बना हुआ है फिर से हार्डवेयर के मामले में क्या कारण हो सकता है चलो बताते हैं यहाँ मेरे पास एक रजिस्टर है जिसमें मान लें कि X का मान है तो मेरे पास स्टेटमेंट X के बराबर Y है इसलिए यहां एक सर्किट है जो Y के मूल्य की गणना कर रहा है और यह यहाँ फीड कर रहा है और स्वाभाविक रूप से प्रत्येक रजिस्टर में किसी प्रकार का लोड नियंत्रण इनपुट होना चाहिए अब आप एक फॉल्ट के बारे में सोचते हैं जहां यह लोड डिस्कनेक्ट कर दिया गया है किसी तरह यह लोड कनेक्शन कनेक्ट नहीं हो रहा है तो क्या होगा यह Y कभी लोड नहीं होगा तो असाइनमेंट के संदर्भ में क्या यह असाइनमेंट कभी नहीं होगा तो फिर हम अगले एक पर आते हैं और if then else की तरह के कंस्ट्रक्ट के लिए कहते हैं तो यह कहता है कि या तो यह या दूसरा रास्ता कभी नहीं लिया गया है ऐसा ही एक मल्टीवे का केस है if then else जैसा स्विच कंस्ट्रक्ट है कुछ शाखा कभी नहीं ली जाती है तो आप यहां देखते हैं कि समस्या कुछ इसी तरह की है जैसे कि जब हमारे पास एक मल्टी वे शाखा होती है तो आप या तो यहाँ या वहाँ या वहाँ जा रहे हैं वहाँ किसी प्रकार का एक डीमुटीप्लेक्सर हो सकता है जो कि किस मार्ग का चयन करेगा अब क्योंकि डीमुटीप्लेक्सर में कुछ खराबी के कारण कुछ लाइनें हमेशा चयनित हो सकती हैं या कुछ लाइनें कभी नहीं चुनी जाती हैं कंट्रोल सर्किट में कुछ समस्याओं के कारण इस तरह की चीजें हो सकती हैं तो यहाँ हम इन फॉल्ट्स को एक फाल्ट के रूप if then eslse कंस्ट्रक्ट में या स्विच कंस्ट्रक्ट के रूप में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं इसी तरह कंट्रोल लूप के लिए जैसे कि एक लूप जैसे for लूप जो कुछ बार निष्पादित करने के लिए जाना जाता है तो लूप या तो हमेशा निष्पादित होता है या कभी निष्पादित नहीं होता है तो फिर से कंट्रोल सर्किट में कुछ त्रुटि के कारण जो लूप को नियंत्रित करता है आम तौर पर लूप काउंटर को घटा दिया जाएगा और 0 के लिए एक चेकिंग होगी हो सकता है कि 0 चेकिंग के लिए सर्किट काम न कर रही हो तो यह हमेशा कह रहा है कि यह 0 नहीं है इसलिए लूप चलता रहेगा और अगर एक फाल्ट के कारण अगर यह कहता है कि यह हमेशा 0 के बराबर है तो लूप कभी नहीं चलेगा यह तुरंत बाहर आ जाएगा इसलिए इस तरह की चीजों को एक उच्च स्तर पर एक व्यवहार स्तर के फॉल्ट मॉडल में मॉडल किया जाता है स्पष्ट रूप से अंतिम सर्किट रिलाइजेशन के संदर्भ में ये बहुत सटीक नहीं हैं लेकिन कुछ उद्योग इन विधियों का उपयोग करते हैं क्योंकि उनके पास पाठ्यक्रम के संबंध में बहुत कम जटिलता है अन्य फॉल्ट मॉडल भी ठीक है आगे हम कार्यात्मक फॉल्ट मॉडल पर आते हैं जहां आप यह मानते हैं कि हमारा सर्किट रजिस्टर ट्रांसफर स्तर पर निर्दिष्ट है जहां हमारे पास रजिस्टरों एडर मल्टीप्लायरों मल्टीप्लेक्सर्स बस पर कार्यात्मक ब्लॉक हैं अब कार्यात्मक स्तर के फॉल्ट मॉडल के साथ एक समस्या यह है कि यह सामान्य नहीं है कि कुछ फॉल्ट मॉडल है जिसे एक मल्टिप्लेक्सेर्स पर लागू किया जा सकता है आप डिकोडर पर लागू नहीं कर सकते हैं आप मेमोरी पर लागू नहीं कर सकते तो कुछ फाल्ट मॉडल होगा जो एक मल्टीप्लेक्सर के लिए विशिष्ट है एक फाल्ट मॉडल है जो मेमोरी और इसी तरह के लिए विशिष्ट है लेकिन एक बार जब आप इन फाल्ट मॉडल को परिभाषित कर सकते हैं तो वे बहुत कुशल हो सकते हैं और टेस्ट सेट बिल्कुल सीधे उत्पन्न किया जा सकता है मैं एक मल्टीप्लेक्सर के लिए एक उदाहरण दूंगा कि यह कैसे काम करता है तो हम एक 4 टू 1 मल्टीप्लेक्स का उदाहरण लेते हैं तो 4 टू 1 मल्टीप्लेक्सर के लिए यह बताएं कि 4 डेटा इनपुट A0 A1 A2 और A3 हैं वे चुनिंदा इनपुट मान S0 और S1 का उपयोग करके चुने जा रहे हैं और एक आउटपुट F है इसलिए हम दिखाएंगे अब कि आप मल्टीप्लेक्स के कार्यात्मक व्यवहार को देखकर सीधे टेस्ट वैक्टर कैसे उत्पन्न कर सकते हैं तो यह इस स्लाइड में दिखाया गया है यहाँ देखें कि हम अपने मल्टीप्लेक्सर को देखते हैंकी ये 4 इनपुट चुनिंदा लाइनें और आउटपुट हैं अब यहाँ मैं सीधे टेस्ट वैक्टर लिख रहा हूँ जिनकी मुझे आवश्यकता है तो समझने की कोशिश करते हैं तो आप इसे कैसे कर रहे हैं पहली बात यह है कि हम S0 S1 संयोजनों के विभिन्न मूल्यों का उपयोग कर रहे हैं तो पहली 2 पंक्तियों में सेलेक्ट लाइन 0 0 है दूसरी 2 पंक्तियों में 0 1 हैं अगली 2 रो में 1 0 हैं और आखिरी रो 1 1 हैं इसलिए पहली 2 पंक्तियों को A0 चुनने के लिए मान लिया गया है अगली 2 पंक्तियों को A1 चुनने के लिए मान लिया गया है अगले 2 A2 का चयन करें और अंतिम 2 A3 का चयन करें अब हम देखते हैं तो मैं 0 0 को S0 और S1 लागू करता हूं तो अब A0 चुना गया है तो मैं बता रहा हूं कि मैं 0 को A0 पर लागू करता हूं और जांचता हूं कि आउटपुट 0 है या नहीं मैं A0 पर 1 को लागू करता हूं और जांचता हूं कि आउटपुट 1 है या नहीं लेकिन मैं अन्य 3 इनपुट के लिए रिवर्स लॉजिक मान क्यों लागू कर रहा हूं क्योंकि आप तर्क दे सकते हैं कि जब मैं A0 का चयन कर रहा हूं तो यह A1 A2 A3 हमें पता होना चाहिए लेकिन मैं रिवर्स वैल्यू लागू कर रहा हूं क्योंकि अगर इस तरह से कोई फॉल्ट होती है तो मैं लाइन A0 का चयन करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन फॉल्ट से या तो A1 या A2 या A3 का चयन हो रहा है तो आउटपुट में एक मिसमैच होगा तो आम तौर पर मानते हैं कि A0 को चुना जाता है और 0 मिलता है लेकिन अगर फाल्ट से A1 A2 A3 का चयन हो रहा है तो मुझे 1 मिल जाएगा इसलिए मैं फॉल्ट का पता लगा सकता हूं इसी तरह इस मामले के लिए आम तौर पर यह 1 है और अगर कुछ अन्य इनपुट चुने जा रहे हैं तो मुझे 0 मिलेगा मेरा मतलब है कि हम हमेशा एक फॉल्ट का पता लगाते हैं यदि हम आउटपुट में एक मिसमैच का पता लगा सकते हैं तो यही एक ही बात अन्य पंक्तियों की पंक्तियों के साथ भी हो रही है अगली जोड़ी में हम S1 0 और S0 1 को अपील करके A1 का चयन कर रहे हैं इसलिए आप एक मामले में देख रहे हैं कि मैं A0 A1 को 0 वा अन्य मामले मेंA1 को 1 के बराबर कह रहा हूँ 1 अन्य रिवर्स हैं 1 1 1 0 0 इसी तरह यहां हम A2 का चयन करते हैं 0 1 यहां हम A3 का चयन करते हैं 0 1 का चयन करते हैं तो आप देखते हैं कि हम सीधे इस 8 टेस्ट वैक्टर को लिख सकते हैं जो मल्टीप्लेक्सर में इन फंक्शनल फाल्ट का पता लगा सकते हैं आप यह देखते हैं कि मल्टीप्लेक्स के ठीक से काम करने के लिए आप क्या चाहते हैं आपको इससे अधिक किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है और एक और चीज जिसे आप देखते हैं कि मूल मल्टीप्लेक्स में 6 इनपुट थे इसलिए 26 64 था इसलिए 64 टेस्ट पैटर्न के बजाय मैंने केवल 8 टेस्ट पैटर्न किए यह टेस्ट जनरेशन विधि के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है जहां लागू होने वाले टेस्ट की संख्या में भारी कमी की जा सकती है इसलिए सामान्य करने के लिए यदि हमारे पास 2n to 1 मल्टीप्लेक्सर है तो हमें 2n1 परीक्षण पैटर्न की आवश्यकता होगी और जैसा कि मैंने कहा था कि सभी कार्यात्मक फॉल्ट्स का पता लगाया जा सकता है जैसे कि कुछ इनपुट लाइन को गलत तरीके से चुना गया है कुछ लाइनें लगातार 0 या 1 पर तय की जाती हैं इन सभी फॉल्ट्स को टेस्ट्स के इस सरल सेट द्वारा पता लगाया जा सकता है लेकिन आप इस रणनीति को देख सकते हैं कि आप एक डिकोडर वा किसी अन्य कार्यात्मक ब्लॉक के लिए विस्तार नहीं कर सकते हैं इसके लिए आपको फिर से कुछ इसी तरह के कार्यात्मक व्यवहार विश्लेषण करना होगा और आपको टेस्ट वैक्टर का पता लगाना होगा लेकिन एक बार जब आप कर लेते हैं तो यह बहुत आसान है अब संरचनात्मक स्तर फाल्ट मॉडल पर आते है जो शायद सबसे आम व व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला है यहां सर्किट को नेटलिस्ट के रूप में निर्दिष्ट किया गया है मतलब आमतौर पर फाटकों और फ्लिप फ्लॉप के स्तर पर कुछ ब्लॉकों का एक अंतर्संबंध क्योंकि अधिकांश संरचनात्मक फाल्ट मॉडल जो प्रस्तावित किए गए हैं और चर्चा की गई है वे सर्किट को गेट्स की नेटलिस्ट के रूप में या या सीक्वेंशियल व फ्लिप फ्लॉप मानते हैं अब यहां दिलचस्प बात यह है कि हम मानते हैं कि कार्यात्मक ब्लॉकों में कोई फाल्ट नहीं है गेट्स फाल्ट मुक्त हैं ब्लॉकों के बीच का अंतर फाल्ट पूर्ण हो सकता है तो इससे हमारा क्या मतलब है मान लें कि हमारे पास एक सर्किट है जो 3 गेट्स बाला सर्किट लेते है तो इस फाल्ट मॉडल के अनुसार हम कह रहे हैं कि इन गेट्स के अंदर कोई फाल्ट नहीं हो सकता है ये गेट बिल्कुल ठीक हैं फाल्ट केवल अंतर्संबंधों पर हो सकते हैं कुछ विफलता इस इंटरकनेक्शन या इस इंटरकनेक्शन या इस इंटरकनेक्शन में हो सकती है आप इसके क कारण आप क्या कह सकते हैं कि मान लें कि अगर हम इस गेट को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस गेट की एक लाइन स्थायी रूप से 0 पर बताई गई है 0 पर स्थायी रूप से का मतलब है कि यह हमेशा 0 पर है यह इस अंतर संबंध के कारण एक फाल्ट के रूप में माना जा सकता है इंटरकनेक्शन लाइन फाल्ट के कारण एक विफलता होती हैइस कारण यह लाइन हमेशा 0 पर रहती है या यहां रहती है लेकिन फिर से आप देखते हैं और मैं इसे दोहरा रहा हूं कि यह सभी फिजिकल फाल्ट के लक्षण हैं मैं कह रहा हूं कि यहां 0 फाल्ट है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि फिजिकली यह तार फाल्ट पूर्ण है फिजिकली ऐसा हो सकता है कि इस गेट के अंदर कुछ खराबी हो लेकिन यह ऐसा व्यवहार कर रहा है मानो यह रेखा हमेशा 0 पर है तो धारणाएं यह हैं की ब्लॉक फाल्ट मुक्त हैं और इंटरकनेक्ट गलत हो सकते हैं इसलिए मूल विचार यह सुनिश्चित करना है कि इंटरकनेक्ट में कोई खराबी नहीं है और वे लॉजिक 0 और लॉजिक 1 दोनों संकेतों को ले जाने में सक्षम हो सकते हैं 2 लोकप्रिय संरचनात्मक फाल्ट मॉडल हैं जो उपयोग किए जाते हैं पहला सबसे लोकप्रिय है इसे फॉल्ट मॉडल कहा जाता है और दूसरे को ब्रिजिंग फॉल्ट मॉडल कहा जाता है आइए देखें कि फॉल्ट मॉडल पर स्टक वैचारिक रूप से बहुत सरल है यह कहता है कि कुछ सर्किट लाइनें स्थायी रूप से लॉजिक 0 या लॉजिक 1 पर स्थिर होती हैं इसका मतलब है कि हम उन्हें 0 या 1 पर अटके हुए बुलाते हैं यह एक बहुत ही लोकप्रिय फॉल्ट मॉडल है और इसमें है विश्लेषण किया गया और पाया गया कि यह वास्तव में कई यथार्थवादी भौतिक विफलताओं को मॉडल कर सकता है और निश्चित रूप से यह फाल्ट यह नहीं मानता है कि क्या आप CMOS या TTL या किसी अन्य तकनीक का उपयोग कर रहे हैं यह तकनीकी रूप से स्वतंत्र वा एक विशेष लाइन A के लिए नोटेशनली है फाल्ट को या तो इस A की तरह निरूपित किया जाता है जो 0 पर स्टक हुआ या आप केवल A स्लैश 0 लिखते हैं या A 1 पर स्टक हुआ या A स्लैश 1 लिखते है अब आप एक बात ध्यान दें कि इस फॉल्ट मॉडल में फैनआउट स्ट्रीम और फैनआउट शाखाओं को अलग अलग लाइन माना जाता है जैसे कि इस चित्र में F एक फैनआउट स्टेम है और F1 F2 फैनआउट शाखाएं हैं उन्हें अलग अलग रेखाओं के रूप में माना जाता है इसे समझाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास यह गेट है यह आउटपुट F है और यह आउटपुट 2 फैन आउट शाखाओं F1 और F2 पर जा रहा है और यह फैनआउट शाखाएं संभवतः कुछ अन्य गेट्स के इनपुट पर जा रही हैं यह एक गेट है वहां एक और गेट है अब देखते हैं मान लें विद्युत रूप से F F1 F2 समान हैं तो जो भी वोल्टेज वहां होना चाहिए वही वोल्टेज F1 और F2 में आना चाहिए लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ फाल्ट जो यहां हैं कह सकते हैं कि यहां एक डिस्कनेक्शन है यह तार जो इस AND गेट के इनपुट से जुड़ा हुआ माना जाता है यहां एक डिस्कनेक्शन है जिसके कारण यह गेट इनपुट इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है जैसे कि यह 0 पर है इसलिए मैं इसे 0 पर स्टक F1 के रूप में निरूपित करता हूं लेकिन स्पष्ट रूप से यह फाल्ट F2 को प्रभावित नहीं करेगा या यह F को प्रभावित नहीं करेगा यह केवल इस गेट के इनपुट को प्रभावित करेगा इसका मतलब यह है कि F1 इसी तरह F1 पर एक फाल्ट हो सकती है यह F1 या F से स्वतंत्र होगा लेकिन हालाँकि यदि F पर कोई फाल्ट है तो वह फाल्ट F1 और F2 दोनों में जाएगी क्योंकि सिग्नल ट्रांसमिशन की दिशा यह है तो इस वजह से फैनआउट स्टेम के फाल्ट और शाखाओं को वे 3 अलग अलग फॉल्ट्स के रूप में माना जाता है तो हम वापस आते हैं एक उदाहरण लेते हैं यह एक 2 इनपुट XOR फ़ंक्शन का एक NAND रिलाइजेशन है तो 4 2 इनपुट NAND रेट हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां से एक फैनआउट कनेक्शन है एक यहां से और दूसरा यहां से इसलिए मैंने अलग अलग पंक्तियों को हिसाब से नाम दिया है यह A है और 2 फैनआउट शाखाओं को A1 A2 कहा जाता है यह B B1 B2 है और यह C है और यह C1 C2 हैं इसलिए यदि आप गिनते हैं कि एक सर्किट में कितनी लाइनें हैं तो आप 1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 11 और 12 देख सकते हैं इसलिए सर्किट में कुल 12 लाइनें हैं तो अब यदि आप यह गिनना चाहते हैं कि कुल कितने स्टक हैं तो प्रत्येक पंक्ति 0 पर स्टक हो सकती है या 1 पर स्टक हो सकती है जैसे A 0 या 1 हो सकता है B 0 या 1 हो सकता है A1 0 या 1 हो सकता है इसलिए मैंने फैनआउट शाखाएं और स्टेमस अलग बनाया है A2 0 या 1 हो सकता है तो इस तरह से 12 लाइनों के लिए हम 24 फॉल्ट्समें स्टक 24 संभावितों की गणना कर सकते हैं इसलिए इस सर्किट के लिए हम गिन सकते हैं और बता सकते हैं कि 24 फाल्ट हैं आइए हम कुछ बारीकियों को देखें फाल्ट मॉडल पर स्टक की 2 भिन्नताएं हैं एक को फाल्ट पर सिंगल स्टक कहा जाता है जो इसकी सादगी के कारण सबसे लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जाता है यह फॉल्ट मॉडल कहता है कि सर्किट की केवल एक लाइन किसी निश्चित समय में फाल्ट युक्त हो सकती है इसलिए हालांकि यहां 12 लाइनें हैं लेकिन एक समय में 1 लाइन फाल्ट युक्त होगी यह फाल्ट मॉडल उद्योग में सबसे अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और आप स्पष्ट रूप से आप यह मान सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 2 फाल्ट हो सकते हैं 0 पर स्टक या 1 पर स्टक तो फाल्ट में कितने एकल स्टक हैं हमने पहले ही गिना है कि 24 ऐसे फाल्ट हो सकते हैं ताकि 24 हो जाए इसलिए यह 2 इन टू k होगा तो अगर 12 लाइनें हैं और यदि आप मानते हैं कि एक बार में 1 फाल्ट हो रही है तो 2k संभावित फाल्ट होंगे तो इस मामले में फॉल्ट्स पर सिंगल स्टक की संख्या 24 होगी अब अब यदि हम सिंगल फाल्ट के प्रतिबंध को हटाते हैं तो हम किसी भी मनमाने ढंग से फॉल्ट्स की संख्या को ख़त्म कर सकते हैं इसे फाल्ट मॉडल पर मल्टीपल स्टक कहा जाता है यह कहता है कि किसी भी संख्या में सर्किट लाइनें एक समय में फाल्ट में स्टक हो सकती हैं इसलिए यहां हमने एक्सप्रेशन दी है यदि किसी सर्किट में k लाइनें हैं तो फाल्ट में मल्टीपल स्टक की संख्या 3k 1 होगी यह संख्या कैसे आ रही है हम देखते हैं कि हमारे पास एक सर्किट है लाइनों की संख्या k हैं एक बार में प्रत्येक पंक्ति को देखें पहली पंक्ति 3 स्टेट में हो सकती है जिसका अर्थ है कि यह या तो अच्छा हो सकता है यह 0 पर स्टक हो सकता है यह हो सकता है 1 पर स्टक हो सकता है दूसरी पंक्ति भी 3 स्टेट में हो सकती है 0 पर स्टक हो सकता है 1 पर स्टक हो सकता है तीसरी पंक्ति में भी 3 स्टेट में हो सकती है 0 पर स्टक हो सकता है 1 पर स्टक हो सकता है इसलिए k ऐसी रेखाएँ हैं तो कुल संभावनाओं की संख्या 3 इन टू 3 इन टू 3 k बार तक 3k होगी और इस संयोजनों में से एक संयोजन निरूपित करेगा कि सभी लाइने फाल्ट मुक्त हैं तो यही कारण है कि हम उस में से एक को कम करते हैं 3k 1 तो कई फाल्ट पूर्ण परिस्थितियां हो सकती हैं 3k 1 तो आप देखते हैं कि छोटे सर्किट के लिए भी तो जब आपके पास k 12 के बराबर है तो 312 1 यह 53 लाख से अधिक हो रहा है तो सबसे बड़े सर्किट के लिए क्या होगा फॉल्ट्समें वर्चुअल इनफायनाइट मल्टीपल स्टक होंगे यही कारण है कि लोग फाल्ट पर सिंगल स्टक को स्टिक करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं लेकिन एक दिलचस्प परिणाम है जो हमें अच्छा महसूस करा सकता है एक टेस्ट सेट जो फॉल्ट्स में सभी सिंगल स्टक का पता लगाता है यह फॉल्ट्स में मल्टीपल स्टक के एक बड़े प्रतिशत का पता भी लगाएगा यह कम से कम 95 प्रतिशत से अधिक है यह तेज और प्रमाणित भी साबित हुआ है और कुछ विशिष्ट प्रकार के सर्किटों के लिए कुछ परिणाम होते हैं जैसे कि यदि सर्किट में कोई फैनआउट कनेक्शन नहीं है तो इसे ट्री जैसा सर्किट कहा जाता है जिसमें कोई exclusive OR exclusive NOR गेट और NOT AND OR NAND NOR गेट्स वाले नहीं होते हैं तब यह साबित हो सकता है कि टेस्ट वैक्टर का कोई भी सेट जो फाल्ट में सभी सिंगल स्टक का पता लगाता है वह फॉल्ट्स के सभी मल्टीपल स्टक का भी पता लगा सकता है तो ये परिणाम हमें बताते हैं कि फाल्ट पर सिंगल स्टक इतना बुरा नहीं है यदि आप फॉल्ट्स में सभी सिंगल स्टक का पता लगा सकते हैं तो हम कुछ मामलों में उन सभी मामलों में फॉल्ट्स में मल्टीपल स्टक के बड़े प्रतिशत का भी पता लगा सकते हैं आइए हम कुछ उदाहरणों पर ध्यान दें यहां हमारे पास एक सरल 2 इनपुट AND गेट है हम अब फॉल्ट्स में सिंगल स्टक को स्टिक करते हैं तो मैं कहता हूं कि इस AND गेट का टेस्ट करने के लिए मुझे 3 टेस्ट वैक्टर 0 1 1 0 और 1 1 की आवश्यकता है क्यों यदि हम इसे देखते हैं तो 0 1 यदि मैं 0 1 लागू करता हूं तो आउटपुट 0 होगा तो यह पता लगाने वाले फाल्ट क्या हो सकते हैं यह 1 पर A स्टक का पता लगा सकता है क्योंकि आम तौर पर आउटपुट 0 था लेकिन अगर A को 1 पर भी तय किया जाता है तो दोनों 1 1 होंगे आउटपुट बदल जाएगा इसी तरह यदि आउटपुट लाइन 1 पर स्टक हुई है जो आउटपुट में बदलाव करेगी तो यह 1 0 इसी तरह B पर फाल्ट का पता लगाएगा यह पता लगाएगा कि क्या b 1 पर स्टक हो गया है तो आउटपुट बदल जाएगा और F 1 भी 0 0 टेस्ट वेक्टर एक AND गेट के लिए बेकार है यह किसी भी फाल्ट किसी भी फाल्ट का पता नहीं लगाएगा क्योंकि आउटपुट 0 है केवल F 1 पर स्टक होने के मामले में लेकिन A में फाल्ट के लिए वहाँ होगा या B कोई परिवर्तन नहीं है लेकिन अगर मैं 1 1 लागू करता हूं तो मैं इन सभी 3 फॉल्ट्स का पता लगा सकता हूं क्योंकि आम तौर पर आउटपुट 1 होगा अगर इन 3 फॉल्ट्स में से कोई भी आउटपुट 0 हो जाएगा अब 4 इनपुट AND गेट है आप 4 इनपुट AND गेट के लिए देखते हैं हमें 16 24 के बजाय 5 टेस्ट वैक्टर चाहिए यहां हमें 1 कम की आवश्यकता है आप 0 1 1 1 0 1 1 1 देखें यह फाल्ट का पता लगाएगा A 0 पर स्टक है यह आसानी से जांच सकता है कि क्या A 0 पर स्टक है क्या आउटपुट में बदलाव होगा और F 1 पर स्टक है 1011लाइन B पर स्टक पर1 पता लगाएगा लाइन C पर और 1 1 1 0 पर स्टक 1 का पता लगाएगा और इसी तरह 1 1 1 1 इन सभी रेखाओं पर 0 से स्टक हुआ होगा तो केवल 5 परीक्षण वैक्टर की आवश्यकता है तो एक n इनपुट AND गेट के लिए सामान्य रूप से आपको n प्लस 1 की आवश्यकता है इतने सारे टेस्ट वैक्टर और 2n नहीं आइए हम 3 इनपुट एक्सक्लूसिव OR का उदाहरण लेते हैं एक 3 इनपुट का एक्सक्लूसिव OR होगा केवल 2 टेस्ट वैक्टर 0 0 0 और 1 1 1 को याद करें क्या आपको लगता है कि एक एक्सक्लूसिव OR एक एक्सक्लूसिव OR गेट का आउटपुट 1 होगा यदि विषम संख्या इनपुट्स 1 में हैं और आउटपुट 0 होगा यदि सम संख्या इनपुट्स 0 हो अब यहाँ पहले टेस्ट वेक्टर में सम संख्या इनपुट 0 के रूप में है 1 के रूप में और यहाँ विषम संख्या में इनपुट है तो पहले एक के लिए 0 है यहाँ आउटपुट 1 है अब यदि इनपुट में से कोई भी 1 फाल्ट पर स्टक है तो 1 की संख्या भी सम से विषम मे बदल जाएगी तो 0 0 0 1 फाल्ट पर सभी स्टक इनपुट का पता लगा सकता है और निश्चित रूप से 1 फाल्ट पर भी आउटपुट स्टक है इसी तरह 111 में 1 की संख्या विषम होती है लेकिन यदि उनमें से किसी एक में 0 पर स्टक हुआ है तो 1 की संख्या सम हो जाएगी इसलिए आउटपुट 0 हो जाएगा इसलिए 1 1 1 0 फाल्ट पर स्टक सभी इनपुट का पता लगा सकता है अपने 4 इनपुट XOR गेट को अच्छी तरह से देखें दुर्भाग्य से यहाँ आपको 1 अतिरिक्त वेक्टर की आवश्यकता है क्यों क्योंकि यह सभी 0 और सभी 1 पैटर्न दोनों में 1 की संख्या सम हैं इसलिए दोनों मामलों में आउटपुट 0 है तो मैं 0 फाल्ट पर स्टक आउटपुट का पता कैसे लगाऊँ इसके लिए मुझे विषम संख्या वाले 1 अतिरिक्त टेस्ट वेक्टर की आवश्यकता है अंतिम वेक्टर 0 फॉल्ट पर आउटपुट स्टक का पता लगाता है लेकिन अन्य 2 हमेशा की तरह सभी इनपुट 1 पर स्टक हैं 0 फाल्ट पर स्टक हैं और इन दोनों मामलों के लिए आउटपुट 0 है यही कारण है कि मैं 1 फाल्ट पर स्टक का पता लगाता हूं तो m इनपुट XOR गेट के लिए सामान्य तौर पर m 100 1000 जो भी हो हो सकता है इसलिए यदि आप उस गेट का निर्माण करने में सक्षम हैं तो आवश्यक टेस्ट वैक्टर की संख्या केवल 2 या 3 होगी 2 यदि m विषम है और 3 यदि m सम है तो यह XOR गेट की एक बहुत अच्छी विशेषता है और अंत में हम ब्रिजिंग फॉल्ट मॉडल पर नजर डालते हैं यहां हम कहते हैं कि 2 या अधिक लाइनें एक साथ छोटी हो रही हैं यह काफी संभव है क्योंकि लाइनें लेआउट में एक साथ इतनी बारीकी से चल रही हैं और निर्माण के दौरान कुछ खामियां हो सकती हैं इस ब्रिजिंग के कारण कुछ हो रहा है हम इसे AND ब्रिजिंग कहते हैं या इस प्रकार एक OR ब्रिजिंग AND ब्रिजिंग कहते हैं तो यह इस तरह से होता है 2 लाइनें हैं और यहां एक शॉर्ट सर्किट है क्योंकि AND ब्रिजिंग उपयोग करते हुए कहते हैं कि हम मान लेते हैं कि जैसे कोई इम्प्लॉइड AND गेट है जो यहां डाला गया है क्योंकि इस कनेक्शन और इस AND गेट का आउटपुट दोनों स्थानों पर जा रहा है जिसका अर्थ है कि यदि इनमें से कोई एक इनपुट 1 है तो दूसरा इनपुट 0 है इस वजह से AND ब्रिजिंग का एक AND 0 और 1 होगा ये दोनों लाइनें 0 और 0 होंगी इसी तरह OR तो क्या यह AND या OR है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप CMOS के लिए किस टेक्नोलोजी का उपयोग कर रहे हैं यह मैं आमतौर पर ब्रिजिंग कर रहा हूं और क्या हम सकारात्मक या नकारात्मक लॉजिक का उपयोग कर रहे हैं सकारात्मक लॉजिक का मतलब है कि उच्च वोल्टेज 1 है कम वोल्टेज 0 है ऋणात्मक तर्क का अर्थ है कि उच्च वोल्टेज 0 है कम वोल्टेज 1 है अब मैंने उदाहरण के रूप में AND ब्रिजिंग पता लगाया है और मुझे ब्रिजिंग में शामिल लाइनों में से एक को ब्रिजिंग में 0 में से एक के रूप में शामिल करना है जबकि अन्य लाइनों को 1 के रूप में क्यों क्योंकि अगर यहां कोई ब्रिजिंग नहीं है तो आउटपुट 0 या 1 के रूप में आ जाएगा यह 0 या 1 था लेकिन इस फाल्ट के कारण आउटपुट 0 और 0 आ रहा होगा एक बदलाव होगा इसलिए मैं इसका सही पता लगा सकता हूं तो यह आरेख दिखाता है कि वास्तव में मैंने क्या बताया था पहले मामले में जैसा कि आप इन पंक्तियों F और G को देख सकते हैं 2 गेटो के आउटपुट समानांतर चल रहे हैं वे छोटे ब्रिज पा रहे हैं इसलिए प्रभाव द्वारा AND सम्मिलित है AND ऑपरेशन सम्मिलित है जिसमें से आउटपुट F और G में जा रहा है और यदि यह OR ब्रिजिंग है तो OR ऑपरेशन होगा तो इसके साथ ही हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं अगले व्याख्यान में हम कुछ और फाल्ट मॉडल को देख रहे हैं और कुछ अन्य साधनों का संचालन करते हैं जिन्हें हम आम तौर पर फॉल्ट्स की संख्या को कम करने के लिए करते हैं